अगला आप वोल्टेज विनियमन के लिए आते हैं तोट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज विनियमन को रिसीविंग एंड पर प्राप्त होने वाले वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है पूर्ण लोड वोल्टेज के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है बिना लोड से पूर्ण लोड तक जाने का मतलब है कि आपका प्रतिशत वोल्टेज विनियमन है इसे हर जगह इस परिमाण लोड के रूप में दिया जा सकता है परिमाण वहां है जहां हम इसे लेते हैं केवल परिमाण लेंगे लेकिन फिर और फिर से मैं परिमाण परिमाण नहीं कहूँगा मैं सिर्फ रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड इस तरह से कहूँगा ठीक है तो यह वास्तव में VRNL रिसिविंग एंड वोल्टेज का परिमाण बिना लोड पर माइनस VRFLरिसिविंग एंड वोल्टेज का परिमाण पूर्ण लोड पर भागा रिसिविंग एंड वोल्टेज का परिमाण पूर्ण लोड पर गुना 100 से परिभाषित किया जाता है 100 इसका मतलब है जहां VRNL हर जगह मॉड है तोइसका मतलब है रिसीविंग एंड वोल्टेज का परिमाण बिना लोड पर औरVRFL रिसीविंग एंड वोल्टेज का परिमाण पूर्ण लोड पर ठीक है अब यह है प्रतिशत वोल्टेज विनियमन है तो इसे प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बिना किसी लोड से पूर्ण लोड के जाने वाली लाइन के प्राप्त छोर पर वोल्टेज को बदलता हैइसका मतलब है कि बिना लोड ठीक बिना लोड का मतलब है की IR बराबर ज़ीरो आप सिर्फ एक मिनट के लिए बस रुकिए इसलिए बिना लोड IR 0 होने पर इसका मतलब है कि इस समीकरण में आपने IR 0 को समीकरण 1 में रखा है फिर आपको बिना लोड पर IR 0 और VR VR मिलेगा इस समीकरण मेंIR 0 और यहां आप VR VRNLबिना लोड पर डालेंगे तो आपको यहVRNL VSA समीकरण मिल जाएगा यह समीकरण आठ है ठीक है हालांकि यह इस समीकरण से समझ में आता है कि आप केवल IR 0 डालेंगे तो आपको VRNL VSA मिलेगा यह समीकरण 8 है इसलिए यह भार VRNL VSA आप पिछले समीकरण में डालते हैं जिसका अर्थ है यह समीकरण 7 है ठीक है इसका मतलब है इस समीकरण में आप VRNL VSA डालते हैं तो एक बार इसको डालकर जब आप थोड़ा हल करेंगे तो यह परिमाण VS होगा यह VS माइनस परिमाण A गुना रिसिविंग एंड वोल्टेज बिना लोड पर के परिमाण भागा A गुना रिसिविंग एंड वोल्टेज पूर्ण लोड पर के परिमाण गुना 100 के बराबर है ठीक है तो यह समीकरण 9 है अब एक छोटी लाइन के लिए आपने देखा है कि A 1 होता है तोयहां छोटी लाइन के लिए मोड 1 और एक छोटी लाइन के लिए VR पूर्ण लोड पर VR के बराबर है ठीक है 100 फिर छोटी लाइन के लिए यह आरेख आपका VR पूर्ण लोड VR के बराबर है इसलिएयदि ऐसा हैतो यदि ऐसा है तो प्रतिशत वोल्टेज विनियमन को लिखा जा सकता है regulationVS VRVR सभी परिमाण गुना 100 में हैं तो यह समीकरण 10 है अब समीकरण 10 और 6 का उपयोग करने से आपको इसका मतलब मिलेगा कि इस मामले में जहां हम समीकरण 6 पर वापस जाते हैं इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए रुके यह समीकरण 6 है यह परिमाण VS है यह VS परिमाण इस V के बराबर है परिमाण VR प्लस यह शब्द का अर्थ मतलब परिमाण VS माइनस परिमाण VR परिमाण ∗ R cos δ X sin δ के बराबर है तो इस अभिव्यक्ति समीकरण 10 में इस परिमाण में परिमाण VS माइनस परिमाण VR को परिमाण ∗ R cos δ X sin δ शब्द से बदला जा सकता हैसही है यदि आप इसे प्रयोग करते हैं तो प्रतिशत वोल्टेज विनियमन परिमाण का समीकरण यह बन जाएगा IRcos RXsin R VR 100 यह समीकरण 11 है उपरोक्त व्युत्पत्ति में δ को δR माना गया है और δR को लैगिंग लोड के लिए सकारात्मक माना जाता है हमारे चरणबद्ध आरेख के अनुसार हमारे चरण चित्र के अनुसार हमने माना है कि लैगिंग लोड के लिए आपका δR पॉजिटिव है और अग्रणी लोड के लिए δR निगेटिव होगा इसलिएलीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए यह परिमाण होगा Percentage voltage regulationI VR IRcosδR XsinδR क्योंकि δR निगेटिव है फिर cos δR cosδR होगा और sin δR sinδR होगा तो इसलिए X sinδR भागा परिमाण VR होगा यह समीकरण 12 हैठीक है समीकरण 11 और 12 से यह स्पष्ट होता है कि वोल्टेज विनियमन लाइन वोल्टेज ड्रॉप का एक माप है और लोड पावर फैक्टर पर निर्भर करता है क्योंकि यह मूल रूप से एक लाइन वोल्टेज ड्रॉप है या तो यह शब्द या यह मूल रूप से लाइन वोल्टेज ड्रॉप है क्योंकि परिमाण VS माइनस परिमाण VR है लाइन वोल्टेज ड्रॉप परिमाण I के बराबर हैठीक है तो यह मूल रूप से आप जिसे लाइन वोल्टेज ड्रॉप कहते है और यह लोड पावर फैक्टर पर निर्भर करता है निश्चित रूप से यह लोड पावर फैक्टर पर निर्भर करता है क्योंकि आपको इस चीज के लिए जाना जाता है जिसे आप δRकहते है यह δR वास्तव में लोड धारा कोण है क्योंकि यह आपका धारा I है यह मूल रूप से लोड की ओर जा रही धारा है तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि यह धारा लोड की ओर जा रही धारा है तो वह कोण है और यह कोण δR है यह हरा रंग δR है इसका अर्थ यह है कि δR आपका लोड पावर फैक्टर पर निर्भर करता है तो मूल रूप से इसका लोड कोण और लोड धारा कोण δRऔर रिसिविंग एंड वोल्टेज ठीक है इसका मतलब है कि यह इस समीकरण 12 पर निर्भर करता है तो यह एक छोटी लाइन के लिए है आप यह सभी गणितीय अभिव्यक्ति लंबी लाइन मध्यम लाइन और छोटी लाइन बनाएँगेमध्यम लाइन और उसके बाद लंबी लाइन बनाएँगे उसके बाद संख्यात्मक देखेंगेठीक इसके बाद अगला मध्यम ट्रांसमिशन लाइन है आम तौर पर हम कहते हैं कि 80 किलोमीटर लाइन 80 किलोमीटर से अधिक लंबी और 250 किलोमीटर नीचे की लंबाई मूल रूप से जिसे हम मध्यम लंबाई की लाइन कहते हैं और लाइन चार्जिंग धारा प्रशंसनीय हो जाती है और शंट कैपेसिटेंस को इतनी लंबी लाइन के लिए सही माना जाना चाहिए तो उस मामले में आपको चार्जिंग कैपेसिटेंस पर विचार करना होगा या शंट को स्वीकार किया जाना चाहिए तो अब इस मामले में मान लीजिए कि यह एक लंबी लाइन है और नॉमिनल π द्वारा प्रतिनिधित्व है जिसका अर्थ है जो कुछ भी आपके चार्जिंग एडमिटेंस हैं यहां कुल चार्ज एडमिटेंस हैं आप दोनों तरफ आधे आधे यानी कि इस तरफ y z और इस तरफy zएक साथ लम्पड हैं तो इसे π नेटवर्क कहा जाता है और यह ट्रांसमिशन लाइन Z R j X है और यह भार है ठीक यह सेंडिंग एंड वोल्टेज VS और यह रिसिविंग एंड वोल्टेज VR है यह आपका सेंडिंग एंड धारा IS है यहां IC1 IC2 धारा नहीं दिखाया गया हैइसके द्वारा यह धारा IS है और यह IL है और यह रिसिविंग एंड धारा IRहै जो कि लोड की ओर जा रहा हैयहां IL का मतलब लोड धारा नहीं है ठीक है रिसीविंग एंड धारा IR वास्तव में यहां लोड धारा है यहां IL का मतलब लाइन धारा है यह प्रतिनिधित्व है इस तरह से आप प्रतिनिधित्व करते हैं और यह लोड है और यह रिसीविंग वोल्टेज VR है यह वोल्टेज एक्रॉस लोड VR हैठीक है अबआप जिसे सेंडिंग एंड वोल्टेज कहते हैं तो अब हम सेंडिंग एंड वोल्टेज और धारा नॉमिनल π मॉडल के लिए A B C D 12 मापदंड के रूप में निकालेंगे ठीक है या पता करेंगे तो KCL से IL द्वारा निर्दिष्ट श्रृंखला प्रति बाधा में धारा है तो यह वास्तव में इस बिंदु पर लागू होता है इस बिंदु पर आपको KCL के नियम के कारण लागू करना होगा IL IR और इसके माध्यम से शंट एडमिटेंस में धारा Y 2 गुना VR है यही कारण है कि KCL से यह लाइन धारा IL IR Y2 VR है यह समीकरण 13 है आप यहां इस बिंदु पर KCL प्रयोग कर रहे हैं तो KVL से सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा जब आप इस लूप में KVL लगाते हैं तो आपका VS मूल रूप से Z IL VR के बराबर हो जाएगा इसलिए VR हम पहले लिखते हैं यह VR हम वास्तव में पहले लिख रहे है तो VS VR Z IL होगा यह समीकरण 14 है ठीक है अब IL के लिए यह अभिव्यक्ति IL के लिए इस अभिव्यक्ति को आप यहाँ प्रति स्थापित करते हैं आप यहाँ IL के लिए अभिव्यक्ति का विकल्प देंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको समीकरण 14 और 13 से फिर VS बराबर यह मिलेगा VS1ZY2VRZIR यह समीकरण 15 है इसलिए यहां VR और IR के साथ सेंडिंग एंड वोल्टेज के बीच संबंध हमें मिला है यह समीकरण 15 है इसी तरहसेंडिंग एंड धारा IS IL Y2 VS है जहां आरेख है इसे पाने के लिए आप यहां इस बिंदु पर KCL लागू करें तो इस शाखा में IS धारा IL Y 2 VS होगा Y 2 VS शंट एडमिटेंस गुना यह वोल्टेज VS ठीक है तो इस स्थिति में आपको IS IL Y 2 VS मिलेगा अब समीकरणों 16 15 और 13 से मैं यहाँ इस समीकरण में स्थानापन्न करता हूँ जो आप इस समीकरण 16 के लिए स्थानापन्न करते हैं IL और VS का एक कार्य है जो आप स्थानापन्न करते हैं IL इस समीकरण में इसके बराबर है और इस अभिव्यक्ति से VS है यदि आप स्थानापन्न करते हैं और आप इसी हल करते हैं तो आप प्राप्त कर पाओगे IS Y1ZY4 VR1ZY2IR this is 17 तो VS IS का संबंध आपको VR और IR के संदर्भ में मिला अब इसे मैट्रिक्स रूप में रखें मैट्रिक्स रूप में डालें तो VS IS 1ZY2 Z Y 1ZY4 1ZY2 VR यह समीकरण 18 है VS IS 1ZY2 Z Y 1ZY4 1ZY2 VR IR तो यह A है यह B है यह C D है A आपके D के बराबर है तो यह A B C D पैरामीटर है जिसे आप एक मध्यम ट्रांसमिशन लाइन के लिए कहते हैं ठीक तो अगला है तो हमने A B C D मापदंड प्राप्त किया है A 1 YZ2BZC Y 1 ZY4 and D A1 YZ2तो हमें ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से A B C D पैरामीटर मिला है अगला है लंबी ट्रांसमिशन लाइन तो छोटी और मध्यम लंबाई की लाइनें के लिए सटीक मॉडल यह मानकर प्राप्त किए गए कि लाइन मापदंडों को लम्पड किया गया है किसी भी तरह से छोटी लाइनें के लिए हमने कुछ भी नहीं माना है मध्यम लाइनें के लिए हमने माना है कि एडमिटेंस दोनों तरफ आधा आधा है फिर π विधि मॉडल का उपयोग करने के लिए ठीक केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम T T नेटवर्क का उपयोग नहीं करते हैं मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं तो मान लीजिए कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये साइड Z2 है और यह साइड भी Z2है और अगर आप यहां Y डालते हैं और यह साइड आपका VS हैप्लस माइनस इस साइड लोड निश्चित रूप से है लेकिन इस साइड हम लोड नहीं दिखा रहे हैं बस इसे खींचे और यह आपका Y है यह आपका Y है और यह Z2 है अगर आप T नेटवर्क रखते हैं तो यह साइड क्या होगा फिर क्या होगा आप एक अतिरिक्त नोड बना रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी समस्या और अधिक जटिल हो जाएगी और लाइन प्रति बाधा है जो हमने इस पक्ष को आधा बना दिया है यह कुल Z है इस तरफ Z2 Z2 और यदि आप Y डालते हैं तो एकमात्र समस्या यह है कि आप पॉवर सिस्टम में एक और नोड बना रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे नोड बस हैं तो इतनी सारी लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन के लिए फिर एक अतिरिक्त बस बार आप बनाएँगे और इससे समस्या का आयाम बढ़ेगा यही कारण है कि हम इस T नेटवर्क का उपयोग नहीं करते हैं या जिसे आप लाइन मॉडलिंग के लिए कहते हैं हम π विधि का उपयोग करेंगेठीक है तो इसका मतलब हैअगर लाइनें 250 किलोमीटर से अधिक लंबी होती हैं तो हम लंबे ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करते हैंऔर सटीक समाधान के लिए मापदंडों को समान रूप से वितरित किया जा सकता है जो कि लाइन लंबाई के दाईं ओर समान रूप से वितरित किए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हर बिंदु पर वोल्टेज और धारा अलग अलग बिंदुओं से दाएं अलग अलग होगा यह समान रूप से लाइन की लंबाई के साथ समान रूप से वितरित किया जाएगा और उस स्थिति में वोल्टेज और धाराएं बिंदु से बिंदु तक अलग अलग होंगी अब इस खंड में वोल्टेज पर किसी भी बिंदु पर वोल्टेज और धारा के लिए यह अभिव्यक्ति और वोल्ट अभिव्यक्ति क्या प्राप्त होगी तो इन समीकरणों के आधार पर हम एक π समक्ष का पता लगाने की कोशिश करते हैं पहले आप सटीक एक के लिए जाएंगे फिर π समतुल्य पर ठीक अब इस पर जाने से पहले आप इस आरेख को देखते हैं कि यह एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन है फिर यह दूरी वास्तव में हम रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक माप रहे हैं यह अंत वोल्टेज VS प्लस माइनस भेज रहा है जहां यह दिखाया गया है कि यह VR है इस चिन्ह का मतलब मतलब है एक लंबी लाइन है और इस तरफ से हम अभी दूरी को माप रहे हैं तो रिसीविंग एंड से कुल लाइन की लंबाई l है यहां से यहां तक इसलिए रिसिविंग एंड से xदूरी पर हम एक छोटी दूरी ∆x मान रहे हैं इसे हम बहुत छोटी दूरी कह सकते हैं इसलिए हम ∆x मान रहे हैं तो दूरी x पर इस वोल्टेज का अर्थ है कि यह x है और यह आपका x ∆x हैठीक तो इस मामले में हम यहाँ दूरी x पर वोल्टेज V लिख रहे हैं और इस छोटी लंबाई के लिए ∆x यह फिर से छोटा y है यह कुल एडमिटेंस नहीं हैयह प्रति इकाई लंबाई है जब मैं नाम करण दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि छोटा z मतलब यह प्रति इकाई है यह प्रति इकाई लंबाई प्रति बाधा है और छोटा y प्रति इकाई लंबाई प्रति बाधा है और ∆x लंबाई है तो इस छोटे y ∆x छोटे y ∆x का मतलब है छोटी वृद्धि हमने π मॉडल लिया है और x दूरी पर वोल्टेज V है यह एक चरण मात्रा है और x ∆x की दूरी पर यह वोल्टेज V x ∆x हैठीक और इस दूरी पर यहाँ धारा I x ∆x है यहां तक अगर आपको समझ में आ जाता है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा इसका मतलब है कि लंबाई अगर हम रिसिविंग एंड से मापते हैं तो दूरी x पर हम इस छोटे वृद्धिशील लंबाई को ∆x मान रहे हैं और इसलिए इसके लिए यदि आप उदाहरण के लिए π प्रतिनिधित्व में इस छोटी सी वृद्धिशील चीज के लिए जाते हैं तो यह छोटी y गुना ∆x है दूरी x पर वोल्टेज V है और x ∆x पर वोल्टेज V x है यहाँ x दूरी पर धारा है यहाँ इस खंड में छोटा वृद्धिशील खंड में धारा I हैऔर यह छोटा z ∆x है केवल छोटा इस खंड मैं यह प्रति बाधा z प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई गुणा x है और इस तरफ धारा Ix ∆x हैऔर यह VS है लेकिन यह सेंडिंग एंड नहीं है x से बहुत दूर हैइसी तरह से यहां डैश डैश दिखाया गया है इसका मतलब है कि रिसिविंग एंड भी दूर है ठीक है तो अब इस स्पष्टीकरण के साथ अब यह चित्र 4 है मैंने आपको सब कुछ बताया है ठीक तो यह लंबाई का एक चरण है जो वास्तव में संतुलन प्रणाली हैठीक इस खंड के दोनों किनारों पर चरण वोल्टेज और धारा को दूरी के फंक्शन के रूप में दिखाया गया है तो अब इस स्थिति में हम KVL प्रयोग करते हैं यदि आप KVL प्रयोग करते हैं तब यह वोल्टेज V हैVx ∆x वास्तव में यह वोल्टेज है ठीक है यह V x ∆x और यह वास्तव में V है ठीक तो यदि आप यहां KVL प्रयोग करते हैं तब V x ∆xछोटी z ∆x प्लस आपका V होगा ठीक तो इसका मतलब है कि V x ∆x छोटी z गुना ∆x गुना I प्लस V के बराबर है ठीक है तो इसका मतलबV प्लस I Vx ∆x यह वोल्टेज यहां हैयह छोटा z ∆ x I V के बराबर है तो यह समीकरण लिखा है कि इसका मतलब है Vx∆x V∆x z∆x यह समीकरण 19 है ठीक इसलिए इसका मतलब है कि अगर ∆x 0 पर जाता है अगर ∆x 0 पर जाता है यह समीकरण यदि ∆x 0 पर जाता है तो इस समीकरण को dVdx के रूप में लिखा जा सकता है यहाँ हमने एक चीज़ को छोड़ दिया है जो V है एक ∆x है वास्तव में यह I है यह I है यहाँ लिखा है यह छोटा z I है ठीक तो इसका मतलब है कि dVdx तब छोटे z I के बराबर है यह समीकरण 20 है जब ∆x 0 के समान है तो यह समीकरण 20 है यदि आप KCL लागू करते हैं तो I x∆x होगा यदि आप KCL लागू करते हैं तो तब यह I I x ∆x हैयह यहां धारा हैयहां इस बिंदु पर यहां लागू होता है तो I x∆x आपके I के बराबर होगा इसका मतलब है कि यह धारा I यह ब्रांच धारा I हैयह सेगमेंट I y ∆x गुना V x∆x है ठीक है तो प्लस y ∆x गुना V x x तो आप यहाँ पहले इसको लागू कर रहे हैं तो I x ∆x धारा इस I प्लस धारा द्वारा होगा यह शंट एडमिटेंस y छोटा y ∆x V x ∆x हैठीक तो यह आपका धारा समीकरण है तो अब आप लिख सकते हैं Ix∆x I∆x yVx∆x अब जैसे ही ∆x 0 पर जाता है आप dId y ∗ V लिख सकते हैं ठीक तोयहां ∆x 0 के निकट हैतो अब यह समीकरण 22 है अब आगे डिफरेंशियल समीकरण 20 को लेते हैंठीक यदि आप समीकरण 20 को डिफरेंटशिएट करते हैं थोड़ी देर इंतजार कीजिए मैं यहां पेज नंबर 13 14 को रखता हूं यदि आप डिफरेंटशिएट समीकरण 20 को लेते हैं और समीकरण 22 से प्रति स्थापित करते हैंतो हम प्राप्त करते हैं d2Vdx2z small z dIdxऔर यह dId ठीक आप इस समीकरण d2Vdx2 z dIdx का डेरिवेटिव लेते हैं और जो यहां dId है इसेइस अभिव्यक्ति में प्रति स्थापित करते हैंतू यदि आप ऐसा करते हैं तो आप छोटी z छोटी y गुना V प्राप्त करोगेइसका मतलब है कि d2Vdx2 small zsmallyVx0 यह समीकरण 23 है ठीक आगे आप मान लेते हैंकि 2zy छोटा z गुना छोटा y जो कि γ2 के बराबर है यह समीकरण 24 सही है इसलिएइस समीकरण में zy के बजाय 2 द्वारा zy को प्रति स्थापित करते हैं यदि आप ऐसा करते हैंतो आप प्राप्त करोगे d2Vdx2 2V 0 यह समीकरण 25 है ठीक है तो या सेकेंड्री डिफरेंशियल समीकरण हैअब इस सेकेंड्री डिफरेंशियल समीकरण का सामान्य हल तो आप इस समीकरण का सामान्य हल इस प्रकार लिख सकते हैं V C1 e yx C2 e yx यह समीकरण 26 है यहां C1C 2 को आप प्रारंभिक स्थितियों को डालकर प्राप्त कर सकते हैं ठीक तो यह समीकरण 26 है तो γ वास्तव में प्रोपेगेशन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है और यह γ α jβ zy द्वारा लिखा जा सकता है क्योंकि γ2 बराबर हमने z y ले लिया है तो γ jy माफ कीजिएगा zy तो आपका γ α jβ zy यह समीकरण 27 है इसे प्रोपेगेशन स्थिरांक कहते हैं अब वास्तविक भाग α को अत्तेनुअशन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है और काल्पनिक β को चरण स्थिरांक के रूप में जाना जाता है और β को रेडियन प्रति इकाई लंबाई में मापा जाता हैबाद में αβ को देखेंगे जब नुमेरिकललेंगे तो आपको अब C1 और C2 को निकालना है ठीक अब समीकरण 20 से मेरा मतलब इस समीकरण से थोड़ा रुकिए इस समीकरण dVdxnz I से ठीक हम I 1small z dV dVdx लिख सकते यह आपका dVdx है इस V अभिव्यक्ति हमने पाया है एक बार जब आप इस अभिव्यक्ति को पा लेते हैं तो आप इसdVdxसमीकरण का डेरिवेटिव ले सकते हैं और आप यहां प्रति स्थापित कर सकते हैं आप इसका डेरिवेटिव x के संबंध में लेते हैं और यहां प्रति स्थापित करते हैं ठीक हम आपको यहां डेरिवेटिव नहीं दिखा रहे हैं यह समझने योग्य है यह बहुत साधारण सी चीज है यदि आप डेरिवेटिव लेते हैं और प्रति स्थापित करते हैं तो आप प्राप्त करोगे I zC1eγx C2e γx अबगामा γ zy हमने देखा है ठीक इसलिए I root overzy ठीक क्योंकि यह z मतलब रूट ओवर z √z गुना रूट ओवर z √zएक रुट ओवर z समाप्त हो जाता हैतो आपको yz मिलेगाठीक अब हम परिभाषित कर सकते है I 1ZCC1eγx C2e γx जहा ZC को कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कहा जाता हैजो की रुट ओवर छोटी y भागा छोटी z के रूप में दिया गया हैलेकिन यहा रेसिप्रोकल लिया जाता है यह समझने योग्य ठीक तो इसका मतलब यह है कि बस आगे बढ़ने से पहले ZC वास्तव में रुट ओवर छोटेZY लाइन की लंबाई l गुणा अंश z और हर y के रूट के बराबर है मूल रूप से रुट ओवर कैपिटल Z भागा कैपिटल Y के बराबर है क्योंकि यह प्रति यूनिट लंबाई गुणा l है और यह l से गुना करने के कारण कैपिटल Z भागा कैपिटल Y बन जाएगा अब इसे ट्रांसमिशन लाइन ZC की करक्टेरिस्तिक्स प्रति बाधा कहा जाता है अगला अब ध्यान दें कि जब x 0 V VR इस आरेख को देखें यह दूरी रेसेविंग एंड से मापा गया है तो जब x 0 तो V VR होगा जो कि VVR के बराबर है इसलिए यहाँ है जब x 0 V VR और समीकरण 26 से हमें VR C1 C2 मिलता हैठीक तो यह समीकरण x 0 होने पर है जब x 0 आपका V VR जो C1 C2 VR है तो C1 C2 VR यह समीकरण 30 है जब x 0 होगा तब I बराबर भी IR होगा इसलिए जब x 0 है तो यह रिसीविंग एंड धारा है तो I IR इसलिए यह आपका समीकरण 28 है ठीक तो इस समीकरण 28 में जब आप x 0 और I IR डालते है तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको IR 1Zc मिलेगाठीक तो C1 और C2 के लिए समीकरण 30 और 31 को हल करे यदि आप इसे हल करते हो तो आपको प्राप्त होगाC1VRZCIR2 यह समीकरण ३२ है और C2VR ZCIR2 समीकरण ३३ है तो C1 और C2 दोनों स्थिरांक को प्राप्त कर लिया गया ठीक है तो अब C1 और C2 के इस मान को समीकरण 26 और 28 में प्रति स्थापित करते है क्योंकि तब केवल आपको V और I की अभिव्यक्ति मिलेगी समीकरण 26 अभिव्यक्ति प्रति V और समीकरण 28 अभिव्यक्ति प्रति I इसलिए हम C1 और C2 के मानों को प्रति स्थापित कर रहे हैं तो यह समीकरण 34 है और यह समीकरण 35 है यहां आप C1 और C2 को प्रति स्थापित कर रहे है यहाँ भी आप C1 और C2 को प्रति स्थापित कर रहे हैं तो फिर इन दो वोल्टेज और धारा के समीकरण को पुन व्यवस्थित किया जा सकता है तो पहले आप V के समीकरण को फिर से व्यवस्थित करें तो V को इस तरह बनाया जा सकता है V eγxe γx2VRZCeγx e γx2IR इसी तरह I को भी फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि आप ऐसा करते हैं तो इस समीकरण को फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है I eγx e γx2ZCVReγxe γx2IR यह समीकरण 37 है इसका मतलब V और I आपको VRIR के रूप में मिल गया है मिला है प्रारंभिक सभी शर्तों को मानकर मुल्यांकन करने के बाद ठीक है और हम V और I अभिव्यक्ति को VR और IR के रूप में कुछ स्थिरांक के साथ प्राप्त कर लिया है यह शब्द वास्तव में कॉस हाइपरबोलिक है और यह शब्द वास्तव में साइन हाइपरबोलिक है इसका मतलब है कि इस चीज़ को V बराबर यह शब्द वास्तव में कॉस हाइपरबोलिक γx है और यह साइन हाइपरबोलिक γx गामा एक्स है तो इस समीकरण को V cosh γx VR ZC sinh γx IR के रूप में लिखा जा सकता है यह समीकरण 38 है इसी प्रकार I 1Zc sinhγx VR coshγx IR के रूप में लिखा जा सकता है यह समीकरण 39 है ठीक लेकिन हमारा रूचि रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड लाइन के संबंध में है इसलिए इसलिए लेकिन जब x l है तो V VS है और I IS है इसलिए दूरी को यहां से मापा जाता है यह कुल लाइन लंबाई l है दूरी रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की और मापा गया है ठीक हैऐसा तब है जब x l है आपका V VS है ठीक इसका मतलब है जब x l है तो V VS और यह इस तरफ भी है जब x l इस बिंदु पर आपका I IS के बराबर होगा तो I IS होगा तो यहाँ हम इस समीकरण को लिखते है जब x l है तो V VSऔर IISहै तो VS बराबर γx के बदले यह coshγl ∗ VR ZC sinhγl IR होगा यह समीकरण 40 है तो इसी तरह से IS 1Zc sinh γlVRcosh γlIR यह समीकरण 41 है ठीक इसके लिए आपका शुक्रिया